नमस्कार मैं आईआईटी कानपुर से जयंत चटर्जी हूं और मैं आपके साथ प्रबंध सेवाओं सेवा व्यवसाय में समकालीन मुद्दों और सेवा दर्शन सभी व्यवसायों को कैसे प्रभावित कर रहा हूं इस पर बातचीत कर रहा हूं इस विषय पर सत्रों की श्रृंखला में हम वैकल्पिक रूप से अभिसरण विचलन मोड का उपयोग करने जा रहे हैं तो हम डाइवर्जेंट कंवर्जेंट सीक्वेंस में जाएंगे पहले सप्ताह में हमने एक अलग दृष्टिकोण लिया हमने सेवा व्यवसाय की प्रकृति को समझने के लिए बड़ा कैनवास बनाया और यह समग्र अर्थव्यवस्था में स्थिति है हमने देखा कि कैसे सेवा व्यवसाय की अवधारणाएं आगे बढ़ रही हैं और सभी व्यवसाय के लिए एक दर्शन के रूप में सेवा की वर्तमान गतिशील अवधारणा है दूसरे सप्ताह में पिछले कुछ सत्रों में हमने अब अभिसरण शुरू कर दिया है हमने विभिन्न तत्वों को देखा है जो एक सेवा का गठन करते हैं हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझा इसलिए हम किसी भी मौजूदा सेवा का विश्लेषण कर सकते हैं या हम बिल्डिंग ब्लॉक्स को पुनर्व्यवस्थित करके एक नई सेवा बना सकते हैं हमने सेवा के फूल की तरह कुछ वास्तुशिल्प मॉडलों को भी देखा जो हमें एक नई सेवा बनाने के लिए एक मौजूदा सेवा में नवाचार को प्रेरित करने के लिए उन सेवा तत्वों को एक साथ रखने के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं हम सेवा की कुछ विशेष विशेषताओं में थोड़ी गहराई खोदने जा रहे हैं जो चुनौतियाँ उन विशेषताओं और उनके द्वारा पोस्ट की गई हैं हम उन चुनौतियों को प्रबंधकीय रणनीतियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से पूरा करते हैं मैंने सेवा के इन आयामों का उल्लेख किया था वास्तव में पिछले वर्षों में पिछली शताब्दी या उससे पहले के समय में सेवाओं को अक्सर हीन वस्तुओं के रूप में माना जाता था क्योंकि उस क्षणिक प्रकृति या विनाशशील प्रकृति के कारण लेकिन निश्चित रूप से आज जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा की है आज उन अवधारणाओं को एक नए ढांचे द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है जिसे सभी व्यवसायों के लिए एक तर्क के रूप में लागू किया जा सकता है लेकिन फिर भी हमें किसी भी सेवा या अधिकांश सेवाओं की इन विशेषताओं का अध्ययन करना चाहिए जिन्हें अक्सर IHIP अमूर्तता विविधता अविभाज्यता और भंगुरताविनाशशीलता IHIPIntangibility Heterogeneity Inseparability and Perishability कहा जाता है अमूर्तता स्पर्श करने महसूस करने कोई भंडारण या परिवहन करने में सक्षम नहीं होने के बारे में है और विषमता यह है कि अनुभवात्मक रूप से प्रत्येक सेवा उदाहरण अद्वितीय है यह प्रत्येक उपभोक्ता के लिए और यहां तक कि एक ही उपभोक्ता के लिए अद्वितीय है यह हर बार अद्वितीय हो सकता है सेवा होती है उदाहरण के लिए एक साबुन जो एक मूर्त वस्तुओं का एक उदाहरण है चाहे आप स्पर्श करें महसूस करें साबुन का अनुभव करें आज या एक महीने बाद कम या ज्यादा यह वही रहेगा जबकि संगीत का एक टुकड़ा मेरे मन में आपकी तुलना में या यहां तक कि मेरे लिए भावना का एक अलग सेट पैदा कर सकता है कि पंडित भीमसेन जोशी के उसी भजन का आज सुबह कुछ मतलब हो सकता है मेरे दिमाग के एक और फ्रेम में 10 दिनों के बाद यह भावनाओं का एक अलग सेट पैदा कर सकता है और अनुभव गुणात्मक रूप से भिन्न हो सकता है तो यह अमूर्तता और विषमता जो भिन्नताओं का ढेर बनाती है जाहिर है यह मानकों को बनाए रखने की एक प्रबंधकीय चुनौती बनाता है ऐसी प्रक्रियाओं का निर्माण करना जो अंतर स्थितियों में अच्छी पकड़ बनाएगी जब कल्पना की जाती है तो कुछ प्रक्रियाओं पर सेवा प्रदान करती है एक प्रक्रिया के रूप में यह अविभाज्य विशेषताएं हैं जिसका अर्थ है कि जैसे कि ज्यादातर मामलों में सेवा हो रही है विशेष रूप से लोगों की प्रसंस्करण सेवाओं में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आपके बाल कटवाने जैसी सेवा तो बाल कटवाने की वह सेवा नाई और आप सभी समय और स्थान के एक ही फ्रेम में मौजूद हैं यह अविभाज्यता है नए तकनीकी अनुभव हैं जो इस सीमा से परे जा सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए संगीत को रिकॉर्ड किया जा सकता है और फिर से वितरित किया जा सकता है उदाहरण के लिए इस सत्र को रिकॉर्ड किया जा रहा है और आप इसे देख पाएंगे और इसका अनुभव कर पाएंगे और इसे बार बार देख पाएंगे कई बार एक अलग जगह पर अलग समय सीमा पर लेकिन कई अन्य मामलों में सेवा नष्ट हो रही है इसलिए इस शाम के शो के लिए एक मूवी टिकट यदि उपयोग नहीं किया गया तो वह सीट खाली हो जाएगी और फिल्म देखने का अवसर दूर चला जाएगा जहां तक इस शाम का संबंध है इसलिए टिकट रखने वाले व्यक्ति को आवंटित की गई क्षमता एक तरह से व्यर्थ विकृत चली गई है एक एयरलाइन सीट के लिए एक ही बात होती है यदि उड़ान उस सेवा अवसर पर कब्जा नहीं करती है सेवा व्यवसाय का उदाहरण एक नष्ट होने वाली वस्तु है अब इन विशेषताओं इस अमूर्तता विषमता अविभाज्यता और अस्थिरता स्पष्ट रूप से कई अलग अलग चुनौतियां पैदा करती हैं और हम आज इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक प्रणाली के दृष्टिकोण के एक हिस्से पर चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए यदि हम थोड़ा बहुत पीछे हटते हैं तो सेवाएं हैं इसलिए सेवाएं एक पार्टी द्वारा दूसरे को दी जाने वाली आर्थिक गतिविधियां हैं आमतौर पर समय आधारित प्रदर्शनों को नियोजित करने के लिए प्राप्तकर्ता में वांछित परिणाम लाने के लिए सेवा की क्षणिक विनाशशील प्रकृति है तो आपका मन संगीत के एक आरामदायक सेट को सुनने के बाद थोड़ा और शांत हो सकता है या यह उन वस्तुओं में इच्छा परिणाम ला सकता है जो ग्राहक से संबंधित हैं तो यह आपके बाल हो सकते हैं जिसे अब एक बेहतर तरीकेसे संबोधित किया जाएगा या यह आपके कपड़े की तरह अलग अलग अन्य उत्पाद हो सकते हैं जो शायद कपड़े धोने के द्वारा साफ साफ दबाए गए सेट में परिवर्तित हो जाएं इसलिए या तो प्राप्तकर्ता को एक व्यक्ति से व्यक्ति सेवा या जिसे हम लोग केंद्रित सेवा कहते हैं वह वस्तु केंद्रित सेवा हो सकती है सेवा में और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु वास्तव में इन परिभाषाओं को हमारी पुस्तक से उधार लिया गया है जिसका उल्लेख मैंने पहले ही सत्र में किया था इसलिए पैसे समय प्रयास सेवा ग्राहकों के बदले में वे कुछ मूल्य प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं और यह एक महत्वपूर्ण नया दृष्टिकोण है यह मान श्रम पेशेवर कौशल सुविधाओं नेटवर्क और प्रणालियों तक पहुंच से प्राप्त होता है ये समझने के लिए महत्वपूर्ण शब्द हैं माल श्रम पेशेवर कौशल सुविधाओं नेटवर्क तक यह पहुंच जैसे जैसे हम अलग अलग उदाहरण लेते हैं हम देखेंगे कि ये चीजें कैसे चल रही हैं लेकिन इस स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह भी ध्यान रखना है कि ये सभी मूल्य का यह आदान प्रदान जहां ग्राहक कुछ संसाधनों और दक्षताओं को लाता है और सेवा प्रदाता कुछ कौशल सुविधाएं नेटवर्क और एक साथ मूल्यों का एक नया सेट लाता है शामिल भौतिक तत्वों के स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के बिना यह ओवरराइडिंग परिभाषा लेकिन इसके भीतर हम अब विशेषताओं द्वारा तथाकथित पोस्टर्स को देख रहे हैं तथाकथित IHIP सेवा के लक्षण और हम उन्हें कैसे प्रबंधित करते हैं तो पिछले बिंदु से चलें संदर्भ समय 1225 हमारे पास इन सभी वस्तुओं श्रम पेशेवर कौशल सुविधाओं नेटवर्क और इतने पर हैं और हमारे पास लोगों के प्रदर्शन और माल केंद्रित प्रदर्शन हैं Refer Time 1245 इसलिए सभी सेवाओं को समझने के लिए दो प्रमुख आयाम होंगे इसका मतलब है कि स्पर्श बिंदुओं की संख्या होगी और उन स्पर्श बिंदुओं को प्रवाह के रूप में एक साथ जोड़ा जाएगा और अंतरंगता विषमता का प्रबंधन करने के लिए हमें स्पर्श बिंदुओं की प्रकृति के साथ साथ इस प्रवाह की प्रकृति को भी समझना होगा तो सेवा प्रदाता और सेवा उपभोक्ता के बीच संपर्क का कोई भी बिंदु एक स्पर्श बिंदु है इसलिए यदि आपको सेवा फूल सभी पंखुड़ियों और कोर के पहले मॉडल याद है तो वे सभी विभिन्न प्रकार के स्पर्श बिंदुओं को ग्रहण करते हैं तो जो कुछ भी यहां सेवा का उपयोग करने वाला व्यक्ति मानता है वे सभी मूर्त तत्वों के सेट हैं तो आपके दिमाग में पैदा हुई भावना एक शास्त्रीय गायन को सुनना वास्तव में सेवा द्वारा प्रदान किया जाने वाला मूल मूल्य है लेकिन वह मूल मूल्य ध्वनि की गुणवत्ता मशीन की तरह या ऑडिटोरियम के प्रकार पर निर्भर करता है जो अनुभव के लिए आपका ढांचा है कमरे की ध्वनि या ऑडिटोरियम साउंड सिस्टम और तकनीकी क्षमता ये सभी विभिन्न मूर्त तत्व हैं जो अमूर्त अनुभव के आसपास हैं और अमूर्तता के कारण हम उन मूर्त तत्वों पर बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि उपभोक्ता के दिमाग में उन मूर्त तत्वों में से कई और स्पर्श बिंदु गुण अक्सर अमूर्त अनुभव के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में कार्य करते हैं इसी तरह सेवा के इस प्रवाह जो इन सभी अलग अलग स्पर्श बिंदुओं को जोड़ता है को भी अच्छी तरह से कल्पना करने की आवश्यकता है क्योंकि जैसा कि हम देखेंगे कि मानसिक दर्शन विज़ुअलाइज़ेशन की प्रक्रिया अक्सर हमें बताएगी जहां संभावित विफलता हो सकती है संभावित अड़चनें हो सकती हैं गुणवत्ता का संभावित क्षरण हो सकता है तो प्रवाह मूल रूप से है कि स्पर्श बिंदु समय की अवधि में या अंतरिक्ष में एक साथ कैसे आते हैं और इसलिए यह इसे विभिन्न स्पर्श बिंदुओं पर सेवा के ग्राहक के अनुभव को दर्शाने वाले नक्शे के रूप में सोचता है तो यह एक दिलचस्प ब्लू प्रिंट है जो पहले से ही उपयोग हो रहा है यह एक होटल में एक रात के लिए रहने के आपके पूरे अनुभव को दर्शाता है तो स्पर्श बिंदु या होटल में आगमन घंटी वाले व्यक्ति को बैग सौंपना सामने की मेज पर अपनी जाँच अपने कमरे में पहुँचना और बैग प्राप्त करना आपका स्नान और सोना ये सभी स्पर्श बिंदु हैं सेवा कार्यक्रम तो समग्र एक अमूर्त भारी है जो दुर्गम अमूर्त पहलुओं पर हावी है इसलिए होटल में ठहरने की समग्रता एक अनुभव है लेकिन वह अनुभव स्पर्श बिंदुओं की इन श्रृंखलाओं के माध्यम से होता है और यह स्पर्श बिंदु प्रवाह के रूप में जुड़े होते हैं और जैसा कि हमने चर्चा की है जो प्रवाह सामने की अवस्था में है या जिसे हम अंतःक्रिया की रेखा से ऊपर कहते हैं जो कि दृश्य क्षेत्र है जो विभिन्न बैक स्टेज क्रियाओं और विभिन्न अवसंरचना द्वारा समर्थित है जो आगे के अंतिम छोर पर भी हैं लेकिन फिलहाल हम यह समझने पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि हम स्पर्श बिंदुओं की पहचान कैसे कर सकते हैं और हम उन्हें प्रवाह में कैसे जोड़ सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन स्पर्श बिंदुओं और सेवाओं का ब्लू प्रिंट कैसे बना सकते हैं या बना सकते हैं क्यों इसमें क्या फायदा है जो फायदा मैं कह रहा था कि हम चाहते हैं हम जानते हैं कि साबुन एक निरंतर उपभोक्ता प्रतिक्रिया प्रदान करेगा समय के बाद लेकिन सेवा में अंतरंगता और विषमता के कारण यह बदल सकता है लेकिन हमें गतिशीलता का प्रबंधन करना होगा इसलिए हमें कुछ एंकर पॉइंट्स या कुछ निश्चित पॉइंट्स या कुछ सुनिश्चित मानक बनाने होंगे जिन्हें बार बार दोहराया जा सकता है हमने इसके एक पहलू पर चर्चा की है कि सेवा भूमिकाएं बनाकर और हम प्रत्येक भूमिका खिलाड़ी के लिए स्क्रिप्ट बनाते हैं लेकिन अगर आप गहराई में जाना चाहते हैं तो स्पर्श बिंदुओं और उनकी प्रकृति और उनके लिंक को एक साथ कैसे समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम सुसंगत और सम्मोहक उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान कर सकें और समझ सकें कि आज की दुनिया में वर्ल्ड वाइड वेब के साथ यूबी ट्विटर्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों को प्रस्तुत करता है एक ही सेवा के लिए स्पर्श बिंदुओं की संख्या बढ़ती जा रही है तो वही अनुभव जो संदर्भ समय 2002 रेस्तरां के बारे में चर्चा करते हुए हम थे अब कई सेवाएं हो सकती हैं जो कि टेलीफोन बनाने के लिए या इंटरनेट पर आरक्षण करने के लिए भी हो रही हैं उन बुकिंग सेवाओं में से कुछ का उपयोग करके मेनू के कुछ पूर्व चयन और उन रेस्तरां खोज सेवाओं में से कुछ का उपयोग करके तो यहां महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह स्पर्श बिंदु और प्रवाह स्पर्श बिंदु स्पर्श बिंदुओं की संख्या बढ़ रही है और फूल अक्सर बहु पार्श्व बन रहे हैं और रैखिक प्रवाह के बजाय एक जटिल नेटवर्क बना रहे हैं उस स्थितीमें जाहिर है कि हमारे चुनौती देने वाले लोग अच्छी भावना का सह निर्माण करने के लिए सेवाओं को कैसे स्पर्श करते हैं इसका मतलब है हम सेवा की घटना समाप्त होने के बाद भी अच्छा महसूस करना जारी रख सकते हैं और जब हम याद करते हैं और जब हम उस सेवा के बारे में दूसरों से बात करते हैं तो सेवा व्यवसाय को उस रेफरल की आवश्यकता होती है मुंह का वह सकारात्मक शब्द और इसलिए यह एक अच्छा लग रहा है जो विश्वास पैदा करने के लिए नेतृत्व करेगा बहुत महत्वपूर्ण है तो चुनौती यह है कि इस स्पर्श को कैसे बनाया जाए निरंतरता अच्छी भावना कई स्पर्श बिंदुओं से बाहर अमूर्त धारणाओं की एक श्रृंखला से विश्वास विश्वास के लिए अग्रणी क्योंकि अंततः हम मुंह की बात चाहते हैं अंततः हम वकालत चाहते हैं हम बार बार खरीद चाहते हैं और वकालत बना रहे हैं इसलिए अमूर्तता की चुनौती को संबोधित करने के कई तरीके हैं और मैं अब केवल आपके सामने आने वाला हूं उन सिद्ध दृष्टिकोणों का संक्षिप्त अवलोकन उदाहरण के लिए बहुत ज्वलंत जानकारी प्रदान करना इंटरैक्टिव इमेजरी का उपयोग करना जो अब और भी आसान हो गया है क्योंकि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी टेलीविजन की उपलब्धता टेलीविजन प्रसारण की उपलब्धता यहां तक कि आपके मोबाइल फोन पर भी है और हम कई अन्य टूल का उपयोग करते हैं जैसे ब्रांड आइकन सेवा को मूर्त बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के संघ भौतिक प्रतिनिधित्व प्रलेखन और विज़ुअलाइज़ेशन का उपयोग करते हैं यदि आप इसे अच्छी तरह से करने में सक्षम हैं तो हम एक चर्चा बनाते हैं मुंह का सकारात्मक शब्द जिसे अब हम एक दिन कहते हैं हम वायरल मार्केटिंग कह रहे हैं मैं अब केवल एक सिंहावलोकन देने जा रहा हूं हम आगे बढ़ने के साथ इन पहलुओं पर चर्चा करेंगे इसलिए यदि कोई शब्दावली वायरल मार्केटिंग जैसे इस स्तर पर थोड़ा परिचित नहीं है तो परेशान न करें आप निश्चित रूप से इसे खोज सकते हैं सत्र और इन दिनों के बाद आप विभिन्न खोज इंजनों के माध्यम से वेब पर ज्ञान का खजाना प्राप्त कर सकते हैं लेकिन हम इन सभी बिंदुओं को और अधिक विस्तार से बताएंगे मुख्य बिंदु जो हम इस स्तर पर हैं वह यह है क्योंकि यह अमूर्त है हम मूर्त कतारों रूपकों उदाहरणों छवियों को बनाते हैं जो एक अच्छी भावना पैदा करती हैं जिसे हम सेवा की खपत के बाद एक अच्छी प्रतिक्रिया प्रभाव अनुभव महसूस करना चाहते हैं लेकिन इससे पहले कि कोई एक सेवा सेटिंग में आता है इससे पहले कि एक फिल्म ऑडिटोरियम या मूवी हॉल में पहुंचे हम एक विज्ञापन बनाना चाहेंगे जो स्टॉक उत्पन्न करता है वह विनोदी है यह सम्मोहक है अद्वितीय है इसलिए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं सेवा अनुभव और संचार के दौरान दोनों पूर्व उपभोग संचार संचार और स्पर्श बिंदु सेवा की घटना के बाद या समग्र अच्छी भावना अच्छी सेवाएं अनुभव बनाने के लिए सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं यह निश्चितता कुछ मानक लंगर बिंदुओं को बनाने की गहनता विषमता के लिए हमारी प्रतिक्रिया है जो ज्यादातर मामलों में एक अच्छा अनुभव पैदा करेगा हम विस्तार से देखेंगे कि ये कैसे किए जाएंगे लेकिन आज मैं आपको कुछ उदाहरण दिखा कर यह निष्कर्ष निकालूंगा कि कैसे संचार में हम इन संकेतों को सुदृढ़ करना जारी रखते हैं तो यह कूरियर सेवा का कुछ विज्ञापन है और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं जो लोग सेवाएं प्रदान करते हैं उनकी उत्सुकता को उजागर किया जाता है हूप्स के माध्यम से उछलता है जो हाइलाइट किया जाता है उपकरण को हाइलाइट किया गया है एक बहुत ही मानक रंग योजना का उपयोग किया जाता है ताकि यह बार बार और फिर से छवि में एक ही समय में आक्रमण करे इसलिए एक बार एक अच्छी भावना पैदा हो जाए तो यह लोगो यह रंग योजना ग्राहक के मन में अनुभव की सकारात्मकता को दोहराने के लिए दोहराने के लिए दोहराने के लिए सब कुछ महत्वपूर्ण है अन्य दिलचस्प आप आकर्षक संचार पाठ बनाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को या मुख्य अंतर को उजागर करने की कोशिश करते हैं इसका कारण यह है कि सेवा अमूर्त अक्सर दृष्टिकोण द्वारा स्पर्श बिंदु पर स्मार्टनेस द्वारा या सेवा प्रदाता के आह्वान से मूर्त हो जाती है इसलिए अपने लोगों को उजागर करना ग्राहक के लिए महत्वपूर्ण है और गुणवत्ता के प्रकार को उजागर करना लोगों को वितरित करना भी अपने स्वयं के कर्मियों सेवा कर्मियों को प्रशिक्षण और उन्नयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए जैसा कि आप यहां देख रहे हैं आपको सेवा के अनुभव के लिए छवियों और संदेशों की एक सुसंगत श्रृंखला तैयार करनी होगी जो एक प्रकार के स्थानापन्न मूर्तता के रूप में कार्य करती है जो कि संक्षेप में अमूर्त है और आप दोहरा सकते हैं कि टेलीविजन विज्ञापनों के माध्यम से बाहरी विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापन छापने के लिए एक सुसंगत संदेश बनाएं यह ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए विभिन्न आवश्यकताओं को कैसे मानव आवश्यकताओं को एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है हालांकि भावनाओं को संरचित किया जाता है जो एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करता है हम सहानुभूति के साथ ग्राहक को समझने का प्रयास कैसे करते हैं उदाहरण के लिए दिन के बाद हमारी प्रतिक्रिया को विश्वसनीय उदाहरण कैसे बनाया जा सकता है एक विषय जिसे हम बाद के सत्रों में लेंगे